नमस्कार इस प्रदर्शन में आपका स्वागत है यह प्रदर्शित हीप के ऊपर है हमने पिछले व्याख्यानों में देखा है कि कैसे हम स्टैक को ओवरफ्लो कर सकते हैं और स्टैक पर संग्रहीत रिटर्न पते को अनिवार्य रूप से संशोधित करके दुर्भावनापूर्ण चीजें करने में सक्षम हो हम हीप के स्थानों को अतिप्रवाह करके भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं हीप से अनुचित लाभ कैसे लिया जा सकता है इसका यह एक बुनियादी परिचय है सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में हीप कैसे व्यवस्थित ऑर्गेनाइज रहता है उसके बारे में जानेंगे उसके बाद हीप से कैसे अनुचित लाभ लिया जा सकता है वह जानेंगे हम इस विशेष कोड को साझा करेंगे ताकि आप इस कोड को अपने वर्चुअल मशीन बॉक्स से डाउनलोड कर सकें और इसे संकलित करने के बाद इस कोड को चलाएं तो हम यहां जो देख रहे हैं वह यह है कि वास्तव में 3 कार्यक्रम हैं T0c T1c और T2c इस विशिष्ट वीडियो में हम T0c को देख रहे हैं चलिए फिर हम T0c देखते हैं तो यहां एक छोटा सा सी का प्रोग्राम है जिसमें 2 मैंलॉक कथन इन्वोक हो रहे हैं एक 64 बाइट की संरचना आवंटित कर रहा है जिसका नाम data T है जबकि दूसरी संरचना जो fp T हैं जो हीप में आवंटित हो रही है इसलिए ध्यान दें FB T एक एलिमेंट है जो कि एक फंक्शन पॉइंट fp है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन पॉइंटर को f से नो विनर में इनिशियलाइज़ करते हैं इतना पता है कि अब नो विनर यहाँ है और यह प्रिंट स्तर पारित नहीं किया गया है अब यहां एक और prinf है और इसके बाद एक strcpy अब strcpy d नाम का उपयोग करता है जो d नाम है और 1 अरगुमेंट कॉपी करता है जो d नाम में एक कमांड लाइन अरगुमेंट है और फिर ffp के लिए एक आह्वान है यहां पर हम यह उम्मीद करेंगे कि strcpy इन्वोक होगा और fp फंक्शन नो विनर को इंगित करेगा जोकि इन्वोक होगा और आप इस विशेष प्रिंटफ को निष्पादित करवाएंगे जो कि स्तर पर पास नहीं है तो हम देखते हैं कि ऐसा होने पर हम T0 चलाते हैं और इसे कुछ इनपुट देते हैं जैसे कि यह एक कम लंबाई का आर्गुमेंट है और जो हम देखते हैं वह यह है कि यह मुद्रित हो जाता है कि स्तर पास नहीं हुआ है ठीक है इसलिए इससे पहले कि हम वास्तव में अनुचित लाभ का उपयोग कैसे करें और अब तक अगर आप पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह अनुचित लाभ strcpy के कारण हैध्यान दें कि strcpy अरगुमेंट 1 से कुछ नाम d में कॉपी करता है इसलिए d नाम 64 बाइट्स की निश्चित लंबाई है और अरगुमेंट 1 को कमांड लाइन के अरगुमेंट के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए अरगुमेंट 1 के कारण d नाम ओवरफ्लो हो सकता है अगर उसकी लंबाई 64 बाइट्स से अधिक हो तो आइये हम इस कार्यक्रम को सही इनपुट के साथ कैसे निष्पादित करते हैं इसलिए हम आप के रूप में T0 के साथ gdb चलाएंगे क्योंकि इनपुट सूची चीज के रूप में हमेशा लाइन नंबर 34 में एक ब्रेकपॉइंट लगाया जाता है और हम इस कार्यक्रम को एक ही शॉट इनपुट स्ट्रिंग देते हुए चलाते हैं यहाँ पर पाँच से छह ए हैं इसलिए हमने पिछले वीडियो में जो देखा है उसे रोक दिया है हम लाइन नंबर 34 पर रुक गए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई मॉलोक कॉल नहीं गया है जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में देखा था की मॉलोक अभी तक इनबॉक् नहीं हुआ है हीप की प्रारंभिक मांप 0 है असल में निष्पादन के दौरान इस विशेष प्रोग्राम में कोई हीप उपस्थित नहीं है तो हम इसे इस कमांड info proc map से देख सकते हैं जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में देखा था जहां हम देखते हैं की इस प्रक्रिया के लिए हमारे पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस है हम इस प्रक्रिया में विभिन्न खंडों को देखते हैं जैसे कि प्रारंभ पता और अंतिम पते द्वारा सामने परिभाषित किया गया है इसलिए हमारे पास T0 प्रोग्राम के लिए विभिन्न सेगमेंट हैं जिसमें हमारे पास libc stack vdso इत्यादि हैं तो यहां जो बात याद आ रही है वह यह है कि इस विशेष समय में जबकि हमने किसी भी मॉलोक को निष्पादित नहीं किया है तब तक कोई हीप नहीं है जो मौजूद है इसलिए हम दूसरी पंक्ति में कदम रखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में मॉलोक को निष्पादित किया गया हैअब हम इस जानकारी को फिर से मानचित्र पर चला सकते हैं और हम देखेंगे कि एक हीप अब कार्यक्रम को सौंपा गया है तो आंतरिक रूप से जो हुआ है बल्कि यह कि यह पहला मॉलॉक था जिसे इस विशेष कार्यक्रम में लागू किया गया था जो कि ptmalloc कोड है जो इस विशेष कार्यक्रम के साथ libc के माध्यम से जुड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू किया है और इसने 132 किलोबाइट की मेमोरी के एक बड़े हिस्से के लिए अनुरोध किया है तो यह मेमोरी 804b000 से 806c000 के स्थानों से जुड़ी हुई है और आकार 132 किलोबाइट है तो आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह आकार 21000 जो यहाँ पर हेक्साडेसिमल संकेतन में है वास्तव में 132 किलोबाइट है तो अब हम यह भी देखेंगे कि d का पता xd क्या है और हम क्या देखते हैं कि d का मान 804b008 है इसलिए Ptmalloc ने आंतरिक रूप से जो किया है वह यह है कि जब से आपने फ़ंक्शन को आमंत्रित किया है संरचना data T में अनुरोध किया जा रहा है तो वह है इसलिए Ptmalloc कोड एक बार जब यह 132 किलोबाइट मेमोरी प्राप्त कर लेता है तो यह मेमोरी को दो घटकों में विभाजित कर देगा एक घटक जो 64 बाइट्स से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि data T 64 बाइट्स है और शेष घटक मेमोरी का मुफ्त हिस्सा है जिसे अभी तक उपयोग नहीं किया गया है यहाँ हम जो देख रहे हैं वह d का पता है हम देखते हैं कि यह 804b008 की भरपाई है अब यदि आप इसे हीप के प्रारंभ स्थान से तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि यह हीप के प्रारंभिक स्थान से 8 बाइट्स है बाइट्स 804b000 से 804007 में मेमोरी के इस विशेष भाग के लिए मेटाडेटा शामिल है अब हम इस मेटाडेटा को कुछ इस तरह निष्पादित करके देख सकते हैं कि हम केवल हीप स्थान को डंप कर रहे हैं हम पता 0x804b000 निर्दिष्ट कर सकते हैं तो इस विशेष समय में हमारे पास मेटाडेटा है जो यहाँ पर संग्रहीत किया जाएगा वर्तमान में इसका मान 49 है तो 49 हेक्साडेसिमल 01001001 में है इसका LSB यह दर्शाता है कि पिछला उपयोग में है और 100 इस चंक के लिए आबंटित आकार को इंगित करेगा ताकि यह 64 बाइट्स से थोड़ा अधिक हो और यह आपको बाद में मान्य कर सके ठीक है इसलिए एक बार और आगे बढ़ने पर हम यह भी देखेंगे कि f आवंटित हो जाएगा इसलिए हम f का पता देखते हैं या f की वैल्यू प्राप्त करते हैं और हम देखेंगे कि f 804b050 स्थान पर है इसलिए हीप के आधार से f की ऑफसेट पर ध्यान दें और हम वास्तव में आंतरिक रूप से क्या होता है की गणना करेंगे इसलिए आधार से शुरू करते हुए हम पहले इस चीज़ को प्रोग्रामिंग मोड में ले जाते हैं और हेक्साडेसिमल नोटेशन में चले जाते हैं और आधार से शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हीप का आधार 804b000 है और शुरुआती 8 बाइट्स में पहली मेमोरी आवंटन के लिए मेटाडेटा शामिल है जो कि d के लिए है इसलिए यह 8 बाइट होगा इसलिए 804B008 आपको d के लिए मेमोरी एड्रेस देता है अब चूंकि स्ट्रक्चर data T का आकार 64 बाइट्स है इसलिए इसलिए Ptmalloc ने इसमें 64 बाइट्स जोड़े होंगे हेक्साडेसिमल संकेतन में 64 इसलिए 40 है इसलिए यह 804B048 है इसलिए यह स्थान बाद में d के अंत का प्रतीक है अब अगला आवंटन f है अब f में मेटाडेटा भी है इसमें मेटाडेटा के दो शब्द हैं और इसलिए इसमें मेटाडेटा के 8 बाइट भी होंगे इसलिए यदि हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो हमें 804B050 मिलेगा जो कि f का पता है तो इस तरह हम देखते हैं कि मैं मेमोरी किस तरह केसे व्यवस्थित हो रही है इस विशेष पॉइंट पर इसमें d और f के सन्निहित भाग हैं जो कि अगल बगल में हैं और केवल एक चीज जो उन्हें अलग करती है वह है f के लिए कुछ मेटाडेटा जानकारी अब हम देखेंगे कि कैसे हम वास्तव में इस strcpy का उपयोग करके d को ओवरफ्लो कर सकते हैं और एक आर्गुमेंट पारित कर सकते हैं जो लंबा है और हम वास्तव में f की सामग्री को कैसे संशोधित कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले हमें एक ही कदम पर चलते रहना चाहिए और चूँकि हमने एक छोटा सा इनपुट दिया है इसलिए हम strcpy पर जा सकते हैं और हम अब हीप को फिर से देख सकते हैं और जो हम देखते हैं वह यह है कि चूंकि हमारा इनपुट सभी A का है और A का हेक्साडेसिमल में ASCII का मान 41 है इसलिए उन मूल्यों को वास्तव में इस स्थान से संग्रहीत किया जाता है अब चूंकि data T का आकार 64 है इसलिए यहाँ से 64 बाइट्स संरचना data T को समाप्त कर देंगी और हमारे पास f होगा और जो कि हमने को इनीशिएलाइज्ड कर दिया है तो नो विनर की वैल्यू यहां पर होगी इसलिए हम देख सकते हैं कि 080484B4 वास्तव में नो विनर के पते को निर्दिष्ट करता है हम इसे इस तरीके से ही जांच सकते हैं gdb px nowinner हम जो देखते हैं की नो विनर का प्रारंभिक पता 080484B4 है अब हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि हम इस कार्यक्रम को संशोधित करना चाहते हैं ताकि हम निष्पादन को पलट देना चाहते हैं ताकि हीप में यह पता जो कि नो विनर से मेल खाता हो विजेता के लिए संशोधित हो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें विनर का पता सुनिश्चित करना होगा ताकि विजेता फ़ंक्शन के असेंबल द्वारा प्राप्त किया जा सके और आप देखेंगे कि विजेता फ़ंक्शन 0804849B पते पर शुरू होता है इसलिए हम वास्तव में इसे कहीं लिख सकते हैं इसलिए हमने जो किया है हमने विजेता फ़ंक्शन के प्रारंभ पते की प्रतिलिपि बनाई है मुझे पता है कि स्टैक में मौजूद नोविनर फंक्शन लोकेशन को ओवरराइड करने के लिए हमें प्रारंभिक पता की जरूरत है तो आइए हम देखें कि हम यहां से कैसे करते हैं चीजें इस तरह से काफी हद तक वैसी ही हैं जैसी हमने इस विशेष पाठ्यक्रम में अतीत में की हैं हम पहले यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस विशेष data T संरचना को अतिप्रवाह करने के लिए राशि की आवश्यकता होगी इससे पहले कि यह सब हो जाए हमें 72 इनपुट की आवश्यकता होगी और फिर हमें अपने दुर्भावनापूर्ण फ़ंक्शन के लिए पता निर्दिष्ट करना होगा जो इस मामले में विजेता है इसलिए हमने आपके लिए यह पहले ही कर दिया है इसलिए यह पेलोड 2 में मौजूद है इसलिए आप यहां देखें कि पेलोड 2 क्या करता है यह है कि यह 72 A का पता 0804849B है और इसके बाद आप इसे भारतीय टंकण में पुनः स्थापित कर सकते हैं इसलिए हम इस विशेष कार्यक्रम को निम्नानुसार चला सकते हैं इसलिए हमने आपके लिए इसे सरल बनाया है आपको बस इतना करना है कि T0 को एक डॉलर निर्दिष्ट करें और फिर पेलोड 2 को चलाएं और इस पेलोड 2 में परिणाम होगा कि स्ट्रिंग 72 A को निष्पादित किया जाएगा और उसके बाद विजेता के इस पते पर T0 पास किया जाएगा और हम देखते हैं कि यह एक हीप अतिप्रवाह के परिणामस्वरूप सफल हुआ है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विजेता फ़ंक्शन निष्पादित हो जाता है इसलिए हमने जो किया है वह यह है कि हमने वास्तव में A के बहुत से d के साथ अतिप्रवाह किया है 72 A और फिर नोविनर फंक्शन का पता निर्दिष्ट किया है जो अनिवार्य रूप से इस fp चीज को विजेता के साथ बदल देता है और इस प्रकार विजेता फ़ंक्शन को निष्पादित किया जाएगा इसलिए बहुत सारे दिलचस्प हमले हैं जो आप वास्तव में हिट के साथ कर सकते हैं लेकिन उनमें से कुछ वास्तव में इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं और अगले वीडियो व्याख्यान में हम कुछ और चीजों पर विशेष रूप से हीप के साथ देखेंगे धन्यवाद